छात्रों का स्वागत करते हैं इन्वेंट्री प्रबंधन की प्रक्रिया में अब हम इस सवाल पर आते हैं इन्वेंट्री को फंड करना जो कुछ भी इन्वेंट्री के स्तर पर हमने बनाने का फैसला किया है दस लाख डॉलर सवाल यह है कि इन्वेंट्री को कैसे फंड किया जाए जहां से फंड आएगा जिसका उपयोग किया जाएगा किसी दिए गए स्तर या इष्टतम स्तर के निर्माण के लिए इन्वेंट्री या धन का इन्वेंट्री में निवेश करना देखें कि जब हम वित्त के विभिन्न स्रोतों के बारे में बात करते हैं तो मैं आपके साथ बाद में चर्चा करूंगा हम सभी परिसंपत्तियों पर चर्चा समाप्त करते हैं जब हम दायित्व पक्ष में आएंगे तब हम बात करेंगे वित्त के सभी स्रोतों अल्पकालिक वित्त के स्रोतों या काम करने के स्रोतों के बारे में पूंजी प्रबंधन भारत में उत्पादन क्षेत्र के मामले में कार्यशील पूंजी की आवश्यकता है यह आवश्यकता विभिन्न चालू संपत्तियों के वित्तपोषण या फंडिंग के लिए है चाहे वह इन्वेंटरी हो चाहे उधार बिक्री हो चाहे नकद रखना हो या अग्रिम भुगतान हो हालांकि फंडिंग के लिए या कंपनियों की इन्वेंटरी आवश्यकता के लिए हमारे पास दुनिया भर में 9 10 स्रोत उपलब्ध है लेकिन भारत में सबसे प्रमुख स्रोत है जो इन्वेंट्री या फंड्स को फंड करने के लिए उपयोग किया जाता है इन्वेंट्री में इन्वेंट्री निवेश जो वे एक ही स्रोत से या बड़े पैमाने पर आते हैं एक एकल स्रोत से जो बैंक वित्त है जैसा कि मैंने पिछली कक्षाओं में बताया था कि जब हम कार्यशील पूंजी की आवश्यकताओं को पूरा करने के बारे में बात करते हैं तब हमारे पास तीन स्रोत उपलब्ध है सहज वित्त अल्पकालिक वित्त और एक बार ये 2 स्रोत पूरी तरह से समाप्त हो जाते हैं तो हम तीसरे स्रोत के लिए या रिसोर्ट के लिए जाना है जो कि वित्त के दीर्घकालिक स्रोत हैं और अल्पावधि आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए दीर्घकालिक स्रोतों का निवेश वह तीसरा स्रोत है लेकिन वह जितना संभव हो कम से कम उपयोग किया जाना चाहिए अब सहज वित्त पहली चीज है जिसका उपयोग इन्वेंट्री को फंड करने के लिए किया जाता है क्योंकि जब हम आपूर्तिकर्ताओं से कच्चे माल की इन्वेंट्री खरीदते हैं तब इन आपूर्तिकर्ताओं को कंपनियों या माताओं द्वारा यह माल उधार पर देने के लिए कहा जाता है जो कि दोनों पक्षों के लिए लाभकारी हैनिर्माता को आपूर्तिकर्ता से ऋण मिलता है और वह खरीदार को उधार देता है इसलिए अगर वह आपूर्तिकर्ता से ऋण की उम्मीद कर रहा होता है तो वह खरीदार को भी उधार देने के लिए बाध्य हो जाता है और अगर वह खरीदार को ऋण देने के लिए बाध्य है तो वह आपूर्तिकर्ता से क्रेडिट लेने की उम्मीद या अधिकार भी रखता है इसलिए आपूर्तिकर्ता सहमत हो जाता है क्योंकि उसके पास खरीदार के साथ दीर्घकालिक आपूर्ति की व्यवस्था है यह व्यवस्था खरीदार और विक्रेता के बीच में भी है इसलिए विक्रेता को भी दीर्घकालिक समझौते का अवसर मिल जाता है वह सोचता है मुझे इस समझौते में स्वीकार करने योग्य शर्तें मिलेंगी अगर मुझे कंपनी से दीर्घकालीन आपूर्ति के अवसर मिलते रहेंगे तो यह मेरे लिए भी अच्छा है और मैं कंपनी को कुछ क्रेडिट अवधि दूंगा लेकिन अगर मेरा भुगतान सुरक्षित है और कंपनी क्रेडिट अवधि के लिए कुछ ब्याज देने को तैयार है तो यह मेरे लिए कितना खराब है लेकिन उसकी क्षमता भी सीमित है इसलिए इन्वेंट्री की फंडिंग का कुछ हिस्सा सप्लायर से आता है लेकिन आपूर्तिकर्ता का फंडिंग काफी हद तक कच्चे माल से होती है उसके बाद जब कच्चा माल आता है और यह आपके पास निर्माण प्रक्रिया में चला जाता है आपके पास WIP की भी इन्वेंट्री है और तैयार माल की भी इन्वेंट्री है तैयार माल कि वह इन्वेंटरी जो पूर्ण निर्मित माल की इन्वेंटरी को वित्त प्रदान करेगी इसलिए सहज वित्त खत्म हो गया है या आपूर्तिकर्ता से उपलब्ध क्रेडिट खत्म हो गया है वह स्रोत पूरी तरह से समाप्त हो गया है फिर हमें वित्त के अल्पकालिक स्रोतों का सहारा लेना होगा और जैसा कि मैंने आपको बताया कि दुनिया भर में वित्त के 9 10 स्रोत हैं दुनिया के विभिन्न हिस्सों में विभिन्न देशों में फर्म इसका उपयोग करते हैं भारत में भी अब मोटे तौर पर उदारीकरण के बाद इनमें से अधिकांश स्रोत उपलब्ध हैं लेकिन केवल एक स्रोत अधिकतम संभव सीमा का उपयोग किया जाता है और वह स्रोत बैंक वित्त है इसका कारण यह है कि यह आसानी से अन्य स्रोतों की तुलना में उपलब्ध है यह सस्ता भी है आसानी से उपलब्ध भी है अधिक नियमित है अधिक सुरक्षित है और तुलनात्मक रूप से वित्त का सस्ता स्रोत है इसलिए कंपनियां वित्त के इस स्रोत का सहारा लेती हैं अन्य स्रोत भी बैंक विस्तार से वित्त मैं आपके साथ बाद में चर्चा करूंगा लेकिन यहां मैं आपको बता सकता हूं इन्वेंट्री की फंडिंग में सहज वित्त के बाद दूसरा महत्वपूर्ण स्रोत बैंक वित्त है अब जब बैंक इन्वेंट्री को फंड करते हैं तो बैंक न केवल इन्वेंट्री को फंड करते हैं बल्कि बैंक कंपनियों और निर्माताओं की कार्यशील पूंजी की आवश्यकताएं सभी को फंड करते हैं वे इन्वेंट्री को भी फंड देते हैं वे उधार विक्रय या प्राप्य खातों को भी फंड करते हैं लोग बैंक खाते से कैश भी निकाल सकते हैं या यह संभव है कि वे स्वीकृत राशि और पूर्व भुगतानों को भी इस सीमा तक निधि देते हैं अल्पावधि आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बैंकों द्वारा स्वीकृत कुल राशि निर्माताओं बैंक को कुल परिसंपत्तियों में स्वीकृत कुल राशि को विभाजित करना चाहिए उदाहरण के लिए बैंक की कुल राशि में से कुल कार्यशील पूंजी सहायता एक बहुत अधिक राशि होती है उन फंडों के नाम या डिलीवरी का तरीका कोई भी हो सकता है वहाँ धन प्रदान करने के 3 तरीके हैं एक नकद क्रेडिट सीमा है दूसरा कार्यशील पूंजी ऋण है और तीसरा है छूट का क्रेडिट बिक्री बिल मैंने पिछली कक्षा में क्रेडिट बिक्री बिल के बारे में आपसे कुछ बात की है लेकिन मैं इस पर फिर से चर्चा करूंगा तो एक है सीसी लिमिट दूसरा है वर्किंग कैपिटल लोन और तीसरे एक क्रेडिट बिक्री बिल की छूट है अब सबसे प्रमुख सबसे अधिक प्रकाश पसंद निर्माता या उधारकर्ता के लिए स्रोत सीसी सीमा है क्योंकि CC सीमा की सुंदरता यह है कि जब बैंक द्वारा CC सीमा को मंजूरी दी जाती है उधारकर्ता या किसी भी निर्माता के लिए उस स्थिति में दोनों पक्षों द्वारा निश्चित रूप से सहमत एक निश्चित राशि बैंक द्वारा स्वीकृत है उदाहरण के लिए 1 मिलियन 10 लाख रुपये सीसी सीमा के रूप में स्वीकृत हैं और उधारकर्ता का खाता बैंक द्वारा उक्त शाखा में खोला जाता है और 10 की राशि होती है उस खाते में लाख 1 मिलियन जमा या प्रदान किए जाते हैं अब उस राशि का 10 लाख का इस्तेमाल अलग अलग उद्देश्यों के लिए किया जाना चाहिए 10 लाख के हिस्से की तरह अलग अलग घटकों में अलग अलग संपत्ति का इस्तेमाल फंडिंग के लिए किया जा सकता है क्रेडिट बिक्री के लिए 10 लाख का हिस्सा इस्तेमाल किया जा सकता है 10 लाख का हिस्सा कर सकते हैं पूर्व भुगतान के लिए उपयोग किया जाता है 10 लाख के हिस्से का उपयोग नकद के रूप में भुगतान करने के लिए किया जा सकता है अब जब यह 10 लाख रुपये में से एक विभाजित राशि है तो बैंक कहता है कि इसका आधा हिस्सा राशि 5 लाख रुपये आधा मिलियन का उपयोग इन्वेंट्री के वित्तपोषण के लिए किया जा सकता है जब आप इन्वेंट्री खरीदना चाहते हैं तो इन्वेंट्री को फंड करने के लिए आधा मिलियन का उपयोग किया जा सकता है आप इस खाते से पैसे निकाल सकते हैं और फिर भुगतान कर सकते हैं लेकिन यह आपूर्तिकर्ताओं के लिए सही है तो इसका मतलब है कि 50 धनराशि सीसी सीमा से बाहर उपलब्ध है उस 1 मिलियन रुपये का आधा जो कि आपूर्तिकर्ताओं को भुगतान करने के लिए उपलब्ध है और जो आविष्कारों का समर्थन करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है अब इस मामले में यह सामान्य स्थिति है जब बैंक इन सीमाओं को मंजूरी देते हैं तो यह सामान्य परिस्थिति है लेकिन कभी कभी जब क्रेडिट आपूर्ति होने पर बैंकों के साथ क्रेडिट प्रवाह निचोड़ जाता है जब बैंक प्रभावित होते हैं तो बैंकों के पास उपलब्ध धनराशि को ऋण के रूप में या प्रदान किया जाता है कार्यशील पूंजी सीमा या कार्यशील पूंजी ऋण लोगों को प्रतिबंधित हो जाता है फिर उन प्रतिबंध धन की कमी कार्यशील पूंजी निधि को भी प्रदान करने के लिए प्रभावित करती है तो बैंक क्या करते हैं उदाहरण के लिए बैंक के पास 50 करोड़ हैं लेकिन इसकी वजह से अलग अलग स्रोतों से कुछ क्रेडिट प्रतिबंध हो सकते हैं क्योंकि आम तौर पर फंड आते हैं भारतीय रिजर्व बैंक के अलग अलग नियमों के तहत जमा से बैंक शायद उस फंड को कहते हैं बैंकों के पास उपलब्ध ऋणों के रूप में बाजार में निवेश किया जा सकता है जो उतार चढ़ाव को कहते रहते हैं इसलिए आरबीआई द्वारा आर्थिक या मौद्रिक नीति में कुछ बदलावों के कारण या सीआरआर में परिवर्तन या कुछ अन्य कहते हैं कि आरबीआई द्वारा मौद्रिक नीति में परिवर्तन होता है बैंक के पास उपलब्ध धन की कमी है निधियों पर प्रतिबंध है या सरप्लस फंड या निवेश योग्य फंड्स जो बैंकों के पास उपलब्ध हैं तो उसी का प्रभाव है जो प्रतिबंध विभिन्न सीसी सीमाओं पर भी आता है बैंकों का कहना है कि उन प्रतिबंधों को अलग अलग सीसी सीमाओं पर भी पास किया जाता है और वे ऋण की या कार्यशील पूंजी कोष की या नकद ऋण सीमा के माध्यम से विभिन्न निर्माताओं को प्रदान की गई धनराशि की राशनिंग करना शुरू कर देते हैं इसलिए इसे बैंकों द्वारा कार्यशील पूंजी के प्रतिबंध के रूप में कहा जाता है या बैंकों द्वारा कार्यशील पूंजी का राशनिंग जो भी नाम आप इसे उदाहरण के लिए कहते हैं पहले यह 1 मिलियन था अब बैंक कह सकते हैं कि हम आपकी समय सीमा को कम कर रहे हैं यह अब 1लाख नहीं होगा आप केवल 8 लाख रुपये तक ही निकाल सकते हैं अब सीसी सीमा क्या है यह कैसे काम करती है मैं करूंगा आपके साथ बाद में चर्चा करें लेकिन यह देखें कि यह सीमा पहले से 10 लाख रुपये तक है अपनी कार्यशील पूंजी की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए धनराशि निकाल सकते हैं और उपयोग कर सकते हैं लेकिन अब प्रतिबंध लगाए गए हैं और इसके कारण बैंकों के पास धन की उपलब्धता पर प्रतिबंध है आगे उधारकर्ताओं और सीसी सीमा से उन प्रतिबंधों पर पारित कर दिया गया है सीसी सीमा को प्रतिबंधित किया गया है या नीचे लाया गया है सीसी सीमा को एक मिलियन यानी 10 लाख से आठ लाख तक लाया गया है यह इसका मतलब 2 लाख रुपये का प्रतिबंध है सीसी लिमिट खाता 2 लाख से नीचे चला गया है रुपये और अब केवल 8 लाख रुपये उपलब्ध होंगे तो इसका मतलब है कि जब 8 लाख उपलब्ध होंगे तो इसका असर सभी परिसंपत्तियों पर पड़ेगा इन्वेंटरी इन्वेंट्री फंडिंग भी प्रभावित होगी क्रेडिट सेल्स फंडिंग भी प्रभावित होगी पूर्व भुगतान कहते हैं कि वित्तपोषण भी प्रभावित होगा इसी तरह नकदी की स्थिति भी प्रभावित होगी तो उस स्थिति को कार्यशील पूंजी के राशनिंग या प्रतिबंध कहा जाता है बैंकों द्वारा विभिन्न निर्माताओं पर लगाया गया हैं तो अब हम यहां चर्चा करेंगे कि यदि इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न होती है और किसी भी प्रकार बैंकों द्वारा इनवेंटरी की फंडिंग पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है जो WIP की हो सकती है या तैयार माल हो सकता है तो कंपनी उस परिस्थिति से कैसे निपट सकती है अब विस्तार में जाने बिना आप आसानी से पता लगा सकते हैं जो कि हमने पिछली कक्षा चर्चा में की थी कि हम एक विशेष बिंदु पर बनाए रखने के लिए इन्वेंट्री का स्तर तय करते हैं वह समय जो सूची प्रबंधन की एक तकनीक का अनुसरण करता है जिसे EOQ कहा जाता है आर्थिक ऑर्डर की मात्रा और उस आर्थिक ऑर्डर की मात्रा को हम पता लगा लेते हैं अलग लागत पर विचार करें मोटे तौर पर दो लागत हैं एक ले जाने की लागत है इन्वेंट्री को फंड करने के लिए किया गया निवेश और दूसरा ऑर्डरिंग कॉस्ट है या सेटअप लागत अब क्या होगा हमने यह EOQ तय किया है EOQ उस स्तर को हमने दांत चित्र द्वारा देखा और Q स्तर हम आर्थिक आदेश मात्रा तय कर रहे हैं या वह आर्थिक मात्रा जिसे हम खरीदना चाहते थे जहाँ दोनों की लागत हो बराबर हैं लेकिन अब क्योंकि उपलब्ध धन का प्रतिबंध है तो क्या होगा वह Q स्तर नीचे चला जाएगा अब उदाहरण के लिए यदि आप यहां देखें हमारा Q स्तर नीचे और अंदर जाएगा यह मामला जब आप Qस्तर के बारे में बात करते हैं तो यह वह स्तर है जो हमने यहां तय किया है यहां यह सामान्य स्तर पर हमारा Q स्तर है और जहां यह संरचना चल रही है जैसा कि हमारे पास है पिछली कक्षाओं में देखा गया यह इस तरह काम कर रहा था यह हमारा Qस्तर है लेकिन जब बैंकों द्वारा प्रतिबंध लगाया गया है और धन उपलब्ध नहीं है तो क्या होगा यह Q इस जगह के लिए नीचे आ जाएगा तो अब हमारी संरचना कुछ इस तरह की होगी यह एक और यह अब पहले की संरचना है इस संरचना का हमें अनुसरण करना होगा तो इसका मतलब है कि Q के इस स्तर को इस स्तर से इस स्तर तक की निधियों को बैंकों द्वारा प्रतिबंधित कहा गया है तो अब आपको इसे नीचे लाना है और अगर ऐसा होता है तो क्या होगा में अगले मामले में हमने इन 2 लागतों के आधार पर संरचना तय की है यह आपकी वहन लागत है यह आपकी ऑर्डर करने की लागत है तो क्या होगा आपकी ले जाने की लागत कम हो जाएगी क्योंकि हम अपनी इन्वेंट्री में पहले 4 लाख या 5 लाख रुपये का निवेश कर रहे थे अब केवल 4 लाख उपलब्ध हैं हमारी वहन लागत में कमी आएगी अगर ले जाने की लागत की तरह नीचे आता है ऐसा होगा तो क्या होगा यह आपकी ऑर्डरिंग कॉस्ट बढ़ाएगा यह आदेश लागत क्यों बढ़ रहा है क्योंकि हमारी आवश्यकता क्यू है लेकिन अब इसे क्यू स्टार में संशोधित किया गया है इसलिए अब हमें खरीदना होगा जो भी उत्पादन प्रक्रिया निरंतर होती है उसकी थोड़ी मात्रा इसलिए जब उत्पादन प्रक्रिया निरंतर होती है लेकिन आप कम मात्रा में खरीद रहे होते हैं क्या होगा बार बार आपको आदेश देने होंगे बार बार आपको जगह देनी होगी तो इसका मतलब है कि हम इन्वेंट्री का एक छोटा स्टॉक रख रहे हैं ना कि इन्वेंट्री की बड़ी मात्रा या यह कह सकते हैं कि EOQ का इन्वेंटरी स्तर रख रहे हैं अनुपलब्धता के कारण अब हम इन्वेंट्री रख रहे हैं बैंकों द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों के परिणामस्वरूप धनराशि अब हमारे पास Q स्टार स्तर होगा Q स्तर नहीं इसलिए हमारी इन्वेंट्री का स्तर नीचे जाएगा और हम नियमित रूप से इन्वेंट्री का उपयोग कर रहे हैं क्योंकि आप अतीत में इसका उपयोग कर रहे थे जब कोई प्रतिबंध नहीं थे वहाँ उस स्थिति में आपका स्टॉक हम से बाहर हो जाएगा या स्टॉक से बाहर हो जाएगा ऑर्डर होंगे या स्टॉक का हमारा स्तर तेज दर पर समाप्त हो जाएगा क्योंकि यह है EOQ स्तर से नीचे आएँ ताकि हमें बार बार आदेश देना पड़े अब हमें बार बार आदेश देना होगा तो क्या होगा हालांकि आपने इन्वेंटरी के स्तर को जिसे आपको स्टॉक करके रखना था उसे कम कर दिया है ताकि आपकी वहन लागत कम हो जाए इन्वेंट्री में बनाया गया निवेश5 लाख से घटकर 4 लाख हो गया है इसलिए आप ब्याज चुका रहे हैं 4 लाख पर वह लागत कम हो गई है लेकिन क्योंकि आप इसे बार बार ऑर्डर कर रहे हैं और क्योंकि ऑर्डर का आकार छोटा हो गया है इसलिए फिर से आपकी ऑर्डर करने की लागत बढ़ जाएगी तो उस स्थिति में क्या होगा जब आपके EOQ स्तर को बदलना होगा हमें अब आना है क्यू स्तर से क्यू स्टार स्तर तक नीचे और फिर हमें यह देखना होगा कि हम इस स्तर पर हैं और फिर हम उदाहरण के लिए नीचे आएंगे जब हम यहां आएंगे तो यह पुन व्यवस्थित स्तर है तो जब आप यहाँ आते हैं आपको पुन आदेश देना है और फिर इसे इस स्तर तक जाने की अनुमति नहीं होगी यह होगा इन्वेंट्री की जगह लेगा आपको इस स्तर पर ले जाते हैं जल्दी से यह इस स्तर पर आ जाएगा और हमें आदेश देना होगा इतने सारे ऑर्डर ऑर्डर करने की लागत बढ़ जाएगी और वहन लागत नीचे चली जाएगी तो पहले EOQ तब था जब दोनों की लागत बराबर थी अब दोनों की लागत बराबर नहीं है एक लागत नीचे चला गया है एक और लागत बढ़ गई है इसलिए हमें यह कहना पड़ेगा कि उसको जलाना है लेकिन हमें स्थिति से निपटना होगा तो उस स्थिति से कैसे निपटा जाए हम इसे एक उदाहरण की मदद से सीखें कि यदि बैंकों द्वारा इस तरह के प्रतिबंध लगाए जाते हैं क्योंकि हम बड़े पैमाने पर बैंकों की कार्यशील पूंजी की आवश्यकताओं के वित्तपोषण के लिए निर्भर हैं इसलिए यदि इस तरह के प्रतिबंध बैंकों द्वारा लगाए जाते हैं तो कैसे निर्माताओं को इस स्थिति से निपटना होगा या उन्हें इस तरह की समस्या को हल करना होगा हमें आज यह सीखना होगा तो हम देखेंगे कि यह कैसे होता है इसलिए उदाहरण के लिए हम उस कंपनी का उदाहरण लेते हैं जो वस्तुओं के 3 प्रकार उपयोग कर रही है या उदाहरण के लिए वे अपनी सूची में 5 प्रकार की वस्तुओं को खरीद रहे हैं वे उपयोग कर रहे हैं और ये आइटम उदाहरण के लिए हैं जो हम यहां आइटम नंबर के रूप में लेते हैं और फिर हम वार्षिक मांग के बारे में बात कर रहे हैं यह वार्षिक मांग है आइटम नंबर वार्षिक मांग और फिर यह इकाई लागत है यह रुपये में इकाई लागत है आइटम हम एक है हम बी हमारे पास सी है हमारे पास डी है और हमारे पास ई है हमारे पास 5 प्रकार के आविष्कार हैं जिनका हम उपयोग कर रहे हैं 5 सूची में आइटम के प्रकार रखे जा रहे हैं और इन वस्तुओं की वार्षिक मांग के संदर्भ में हैइकाइयों यह इकाइयों में है यह इकाइयों के संदर्भ में है यह 1500 यूनिट है यह 2250 यूनिट है यह 6000 यूनिट है यह 30000 यूनिट है और यह 45000 यूनिट सही है हम इन इकाइयों का उपयोग कर रहे हैं A की 1500 इकाइयाँ B की 2250 इकाइयाँ C की 6000 इकाइयाँ उत्पाद D की 30000 इकाइयाँ और उत्पाद ई की 45000 इकाइयाँ हैं तो आइए अब देखते हैं कि यूनिट की लागत क्या है इन कच्चे की प्रति यूनिट लागत सामग्री कितनी है उदाहरण के लिए कहें तो यह 7 रुपये और 50 पैसे है इस मामले में यह 25 रुपये है इस मामले में यह 125 रु इस मामले में यह 15 रुपये है इस मामले में यह 5 रु यह इकाई लागत है जो हमें दी गई है या जो हमारे साथ उपलब्ध है अब अन्य लागतें हैं ऑर्डर करने की लागत जो कि 25 रु प्रति आदेश है और वहन लागत 20 प्रति वर्ष है भार उठाने की लागत 20 प्रति वर्ष है ये 2 लागत सही हैं अब अगर सब कुछ सामान्य हुआ तो हम इस तरह की स्थिति से खुश है हम 5 तरह की सामग्रियों का उपयोग कर रहे हैं जितनी इकाइयों की आवश्यकता है वह यहां दिया गया है और यूनिट लागत या अलग अलग इन 5 प्रकार की सामग्रियों की प्रति यूनिट लागत इस तरह है अब बैंक प्रतिबंध लगाता है आप इसे बैंक प्रतिबंध कहते हैं और ये राशि 2000 रुपये कहें कि राजधानी जो भी थी या सीसी की सीमा थी इन्वेंट्री खरीदने और इन्वेंट्री बैंक का उपयोग करने के लिए इन्वेंट्री को निधि देने के लिए बैंक द्वारा अनुमोदित CC सीमा में स्वीकृत कुल योग में से कुछ राशि प्रदान कर रहा था हम जो भी राशि थी वही पाएंगे अब बैंक ने 2000 रु कम कर दिया है बैंक की तरफ से 2000 रु का एक प्रतिबंध है हमने समझने की खातिर एक छोटी सी राशि जानबूझकर रखी है कि ए बैंक द्वारा प्रतिबंध कि आप अपनी इन्वेंट्री को फंड करने के लिए जो भी राशि का उपयोग कर रहे हैं हमारे पास से उधारी अब आपके पास हमारे पास मौजूद राशि की तुलना में 2000 रुपए कम होगी अतीत में उधार लेना अब इस तरह की स्थिति से कैसे निपटा जाए यह एक छोटी स्थिति है इससे कैसे निपटा जाए तो फिर हमें EOQ या आर्थिक आदेश मात्रा स्तर पर काम करना होगा पहले हमें इसमें से EOQ स्तर को समायोजित करना होगा और फिर हम देखेंगे कि यदि प्रतिबंध हैं बैंक द्वारा लगाया गया तो संशोधित ईओक्यू स्तर पर कैसे काम करना है जो कि मैंने अभी आपको संरचना के अंदर दिखाया है तो इस Q स्टार स्तर या संशोधित EOQ स्तर की गणना कैसे करें क्योंकि हमें इसके लिए देखना होगा अब एक लागत बढ़ रही है और दूसरी लागत कम हो रही है तो इसका मतलब निश्चित रूप से होगा अपनी आर्थिक व्यवस्था की मात्रा भी बदलें अब देखते हैं कि क्या होता है हम इसे कैसे करेंगे मौजूदा स्थिति से सबसे पहले मौजूदा डेटा से आप गणना करते हैं कि हमारा मौजूदा क्या था EOQ उदाहरण के लिए कहो QA क्या था अगर हम QA का पता लगाने की कोशिश करते हैं तो क्या था प्रतिबंधों के बिना मौजूदा QA कितना था यह 2 मांग है आवश्यकता 1500 यूनिट है और फिर प्रति यूनिट लागत को सॉरी ऑर्डर कहा जाता है ऑर्डर करने की लागत 25 से गुणा होती है और फिर हमारे पास यूनिट की लागत 7 रुपये और 50 रुपये होती है पैसा और आपकी ले जाने की लागत हमें यहाँ लेनी होगी क्योंकि ले जाने की लागत सिर्फ 20 है ले जाने वाला लागत 20 है यदि आप इसे हल करते हैं तो आप यह समझेंगे कि हमारा EOQ 2236 है या आप कह सकते हैं कि यह 224 है इकाइयों यह ईओक्यू या आर्थिक आदेश मात्रा का स्तर है आप इसे अप्रतिबंधित राशि के मामले में Q स्तर के रूप में कहते हैं जो मूल रूप से उपलब्ध है 224 इकाइयों के मामले में बैंक द्वारा हमारे EOQ स्तर या QA को मंजूरी दी गई तो हम क्या करना होगा हम अब औसत सूची का पता लगाना होगा इसका मतलब है औसत इन्वेंट्री कितना है औसत इन्वेंट्री सिर्फ तब होती है जब आप इस तरह से गणना करते हैं जब आप इसे यहां ले जाते हैं इस तरह से आपको इसे आधा भाग करना होगा क्योंकि हम जो ज्यादा निवेश करते हैं वह फंड हमेशा इसी इन्वेंट्री में निवेशित रहते हैं इसलिए अब हमें उस मामले में औसत इन्वेंट्री का पता लगाना होगा तो अब यहाँ औसत सूची क्या है औसत इन्वेंट्री 2242 है इसलिए यह 112 यूनिट होगी इसलिए पहले जब हमारे पास था 224 कुल आवश्यकता है यह कुल आवश्यकता 224 थी और हमारी लागत क्या थी वार्षिक मांग कितनी है 1500 इकाइयों वार्षिक मांग यह ज्यादा है Q स्तर EOQ स्तर 224 है इसलिए प्रति वर्ष आदेशों की संख्या कितनी होने जा रही है अर्थात् यहाँ समान राशि और वह 670 आदेशों के रूप में सामने आएगी यह मूल मामला है यह है मूल स्थिति इसलिए हम सालाना 670 ऑर्डर दे रहे हैं हमारी ऑर्डर करने की लागत है प्रति ऑर्डर लागत 25 प्रति ऑर्डर है और वहन करने की लागत 20 थी और हमारी औसत इन्वेंट्री जिसे हम यहां रख रहे हैं वह है 112 यूनिट यह मूल मामला है अब इस पर इस सभी गणनाओं के आधार पर आपको पहले वर्कआउट करना होगा या पहले फर्म को EOQ वर्कआउट करना होगा सभी 5 वस्तुओं के लिए स्तर आदेशों की संख्या और ऑर्डर करने की लागत और कुल निवेश के आधार पर जो हमें करना आवश्यक है एक ऐसी स्थिति बनानी होगी जिससे पता लगाया जा सके कि हमारे साथ मौजूदा स्थिति क्या है और यदि बैंक द्वारा कोई प्रतिबंध नहीं तो क्या होगा इस मामले में कि कितने फंड हैं हमारे लिए उपलब्ध है और हम इन निधियों का उपयोग कैसे कर रहे हैं आइए हम सभी के लिए EOQ स्तर EOQ पर काम करें इन्वेंट्री के 5 आइटम इन्वेंट्री के सभी 5 आइटम इसलिए हम यहां आइटम नंबर सही लेंगे यह आइटम नंबर है फिर हम यूनिट की लागत लेते हैं यह इकाई लागत है फिर हमें ऑर्डर का आकार लेना होगा यह ऑर्डर साइज है फिर आदेशों की संख्या लें प्रति वर्ष आदेशों की संख्या प्रति वर्ष आदेशों की संख्या फिर है औसत सूची इकाइयों में औसत सूची इकाइयों में औसत सूची और फिर हमें करना होगा इन्वेंट्री रुपये में निवेश बाहर काम करते हैं रुपये में इन्वेंट्री में निवेश करते हैं तो आइए हम यहां सभी वस्तुओं को लेते हैं ए तो यह बी है यह सी है यह डी है यह ई है प्रति यूनिट हमें लागत दी जाती है 7 रुपये 50 पैसे 25 रु फिर यह 125 है तब यह 15 है और यह 5 सही है ऑर्डर का आकार जैसा हमने देखा है इसकी गणना करने के लिए 224 यह A के मामले में था जिसे हमने अभी देखा दूसरे मामले में 150 तीसरे मामले में 346 चौथे में 707 और पांचवें आइटम में ऑर्डर का आकार 1500 यूनिट है आदेशों की संख्या प्रति वर्ष 67माफ़ करना इकाइयों की संख्या 67 670 यहाँ यह 15 है आदेशों की संख्या 15 तब यह 1734 है तब यह 4243 है और फिर यह 30 है औसत इन्वेंट्री आप आसानी से यह पता लगा सकते हैं कॉलम 112 यह 75 है यह 346 है तो इसका मतलब है कि हमारे पास 173 है इस मामले में यह 354 है और इसमें अंतिम मामला हमारे पास 750 है यह उन इकाइयों की औसत सूची की संख्या है जो वहां हैं सूची अब आप आसानी से इनवेंटरी में निवेश का पता लगा सकते हैं यहाँ आपके पास इकाइयाँ है यह है यह है और यह अधिकार है 112 75 173 354 750 इकाइयाँ हैं और प्रति यूनिट लागत क्या है हमारे यहां प्रति यूनिट लागत प्रति यूनिट लागत है आप इसे कई गुना कर सकते हैं तो इसका मतलब 112 में इतना है तो यह कितना काम करता है यह कुल निवेश कुल है निवेश के लिए हमें 112 यूनिट्स पर काम करना होगा और प्रति यूनिट लागत 75 है तो इसका मतलब यही है 840 रुपये आम तौर पर ए में निवेश करते हैं 1875 बी में निवेश कर रहा है फिर 125 में 173 है ये है यहां 2162 और फिर अगला भाग 15 से गुणा 354 है तो यह 5310 है और फिर यह 3750 सही है तो यह कुल निवेश है जो हमें पता लगाना है और यदि है आप इसे पूरा करते हैं यह कितना काम करता है यह रुपये में है यह कुल निवेश है जो बैंक द्वारा प्रतिबंध लगाने से पहले सभी 5 मदों में इन्वेंट्री में बनाया गया है इस फंड का अधिकांश हिस्सा कंपनी द्वारा इन्वेंट्री में निवेश किया जाता है बैंक और अब प्रति वर्ष आदेशों की संख्या कितनी है यदि आप इसे पूरा करते हैं तो यह काम करता है क्योंकि यह 7 है यह 4 है यह 11 है और फिर यह 18 से 20 है यह 21 का अर्थ है इसलिए यह 1 कहा जाता है और यह 1 है इसलिए 11147 आदेशों की संख्या है यह निवेशित है जो हर समय सूची में अवरुद्ध होता है इसलिए हम बैंक वित्त या धन का उपयोग कर रहे हैं सीसी सीमा के माध्यम से बैंकों द्वारा प्रदान किया गया उस कुल सीमा से 13927 को अवरुद्ध में कहा गया है निवेश या इन्वेंट्री के वित्तपोषण में निवेश के रूप में तो यह यहाँ है अब यह धन हमारे लिए उपलब्ध नहीं होगा कुल मिलाकर 13927 हमें उपलब्ध नहीं होगा क्या होगा हमारे लिए उपलब्ध है कि 13927 2000 है क्योंकि यह बैंक द्वारा लगाया गया प्रतिबंध है इसलिए अब हमारे पास उपलब्ध राशि 11927 होगी 11927 अब हमें उपलब्ध होंगे क्योंकि यह बहुत बैंक द्वारा निकाला जा रहा है इसलिए यह 11927 राशि है तो अगर यह राशि हमें यह कहना है कि यह 27 नहीं है यह राशि 27 नहीं है मुझे लगता है कि यह 37 है तो यहाँ भी यह 37 है यह 27 सही नहीं है कृपया इसे सही करें तो यह 37 की राशि है क्योंकि यह 527 है यह 11 है और फिर यह 17 18 20 य 3 है यह 37 है यह 37 है यहाँ यह 37 है सभी स्थानों पर यह है 37 इसलिए अब हम फंड के साथ उपलब्ध हैं जो 11937 है क्योंकि 2000 को वापस ले लिया गया है तो अगर यह पैसा हमारे पास बचा है यह नहीं है लेकिन यह हमारे साथ उपलब्ध है इसका मतलब है कि अब हमें शो चलाना होगा इस 11937 के साथ पहले की राशि के बजाय हमारे पास 13937 थे तो इसका मतलब है कि उत्पादन प्रक्रिया सुचारू रूप से चल रही है सामग्री की उपलब्धता फर्म में भी पर्याप्त रूप से होना चाहिए समग्र ऑपरेशन प्रभावित नहीं होना चाहिए हम शो भी चलाना है हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि कच्चा माल भी उपलब्ध हो पैसा है नीचे भी गया उपलब्ध धनराशि भी 2000 रुपये कम हो गई है यहां हम 2000 ले रहे हैं लेकिन वास्तविक स्थिति में यह करोड़ों में हो सकता है अगर यह प्रतिबंध है तो कहना 100 करोड़ से बाहर है उदाहरण के लिए बैंक कहता है कि आप चलाते हैं ईओक्यू स्तर पर इसका मतलब 70 करोड़ के साथ है हमने ईओक्यू स्तर 100 के स्तर पर काम किया है करोड़ रुपए है अब आपको EOQ स्तर को 70 करोड़ के साथ संशोधित करना होगा तो देखना होगा कि कितना फर्क पड़ता है तो इस मामले में अब हमारे पास उपलब्ध निवेश 11937 है तो इसका इस्तेमाल कैसे करना है इस 11937 के साथ शो को कैसे चलाना है और प्रोडक्शन को कैसे आगे बढ़ाया जाएसुचारू रूप से प्रक्रिया करें ताकि इन्वेंट्री का स्तर भी बना रहे और उत्पादन प्रक्रिया भी सुचारू रहे और इसका कोई प्रभाव नहीं है जैसे हम इसे प्रबंधित करने में सक्षम हैं उसी हद तक लेकिन इसे कैसे प्रबंधित किया जाए और कैसे कहा जाए कि इस कम राशि 11937 के साथ शो को चलाएं जहां 2000 का प्रतिबंध है जिसे हम अगली कक्षा में सीखेंगे